नमस्कार मेरा नाम जयंत चटर्जी है मैं IIT कानपुर की ओर से प्रबंध सेवाओं और समसामयिक मुद्दों पर आपके साथ बातचीत कर रहा हूं हम सेवाओं के प्रवाह और सेवाओं के उपभोक्ता व्यवहार में उपभोक्ताओं के बारे में अपने पिछले सत्र से चर्चा कर रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार अपने आप में एक अध्ययन का विषय है हमने विभिन्न दृष्टि उपभोक्ता व्यवहार बुनियादी और उपभोक्ता व्यवहार उन्नत पर पूर्ण सेमेस्टर पाठ्यक्रम पेश किए लेकिन हम उपभोक्ता व्यवहार की अपनी समझ उन आयामों को निकाल रहे हैं जो हमारे लिए एक सेवा उपभोक्ता को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं पिछले सत्र में हमने ग्राहकों की अपेक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की पिछले सत्र में हमने देखा कि उपभोक्ताओं के मन में किसी सेवा की आवश्यकता कैसे होती है और इसके बाद क्या होता है पिछले सत्र के अंत में हम ग्राहकों के मन में वांछित सेवा स्तर ग्राहकों के मन में पर्याप्त सेवा स्तर और बीच में सहनशीलता के क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे और हमने पिछले सत्र का निष्कर्ष निकाला इस समझ के साथ कि हमें ऊपर होने की आवश्यकता है नीली रेखा हमें उस स्तर से जाने की जरूरत है जो काम करता है जो संभव है जो ठीक है जो बढ़िया हैजो ग्राहक को प्रसन्न करता है और आज देखते हैं कि इन सर्विस और पोस्ट सर्विस चरणों को अच्छी तरह से प्रबंधित करके कैसे हो सकता है इसलिए जब किसी ग्राहक ने किसी विशेष सेवा का उपयोग करने के लिए एक विशेष सेवा लेने का निर्णय लिया है तो पहले से ही ग्राहक ने उन विशेषताओं के संबंध में विकल्पों का मूल्यांकन किया है जिनकी हमने चर्चा की खोज विशेषताएँ अनुभव विशेषताएँ और विश्वसनीयता विशेषताएँ और हमने चर्चा की है कि उन मामलों में विकल्पों की तुलना करना आसान है जहां खोज विशेषता हावी है अनुभव थोड़ा अधिक कठिन है और विश्वसनीयता विशेषता सेवाओं का मूल्यांकन करना अधिक कठिन है और यह आसान से कठिन है यह जोखिम धारणा पर भी आधारित है इसलिए ग्राहकों ने उस ग्राफ़ के बाईं ओर निर्णय खरीदा जो हमने दिखाया था या पिछले सत्र में हमने जो दो हेम्स दिखाए थे इसलिए अधिक अमूर्त सेवा है जितना अधिक सामान भारी होता है उतना ही अधिक खोज विशेषता आधारित निर्णय लेने में होता है जो तुलनात्मक रूप से आसान है लेकिन जब आप उस आरेख के दाईं ओर जाते हैं तो जटिलताओं और ट्रेडऑफ़ की संख्या बढ़ जाती है शुद्ध सेवाओं चिकित्सा उपचार या कानूनी सेवा या शिक्षा जैसी विश्वसनीयता आधारित सेवाओं पर अधिक जाएं इसलिए इन मामलों में ट्रेड ऑफ अक्सर अव्यक्त जरूरतों से भरा होता है न कि व्यक्त की जरूरत इसमें भावनाएं शामिल हैं और ऐसे मामलों में वास्तव में मुठभेड़ के बाद का चरण पोस्ट एनकाउंटर चरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सेवा मुठभेड़ चरण सर्विस एनकाउंटर स्टेज लेकिन सेवा मुठभेड़ के चरण में किसी भी तरह से मुझे उन कुछ चर्चाओं पर वापस जाना होगा जिन्हें हमने पहले जोड़ा है जब हम समग्र रूप से सेवा व्यवसाय का व्यापक दृष्टिकोण देख रहे हैं उनमें से एक यह आरेख है जो मैंने पहले दिखाया था जो इस आधार पर है कि आप सप्ताह में एक असाइनमेंट करने वाले हैं याद रखें मैंने उल्लेख किया था कि आपको इन उच्च संपर्क सेवाओं में से एक का चयन करना होगा जैसे कि नर्सिंग होम या फोर स्टार होटल की तरह या बाल कटवाने या अच्छे रेस्तरां की तरह और आपको लगता है कि पीछे के चरण की गतिविधियों के साथ साथ सामने वाले को भी मैप करना होगा इस उच्च संपर्क सेवा की चरण गतिविधियाँ लेकिन आज हम जो कह रहे हैं वह यह है कि उच्च संपर्क सेवाओंके सेवा मुठभेड़ चरण में सेवा प्रदाता से सेवा उपभोक्ता तक ज्ञान प्रवाह की आवश्यकता का एक उच्च स्तर है प्रदाता से उपभोक्ता तक गुणवत्ता की जानकारी और इसे समय के सही बिंदुओं पर होना चाहिए इसलिए कि सच्चाई के क्षणों में हमारे द्वारा पहले की गई चर्चा को याद रखें सच्चाई के क्षण तब होते हैं जब ग्राहक सेवा के साथ एक स्पर्श बिंदु पर होता है इसलिए हम उदाहरण के साथ चर्चा करते हैं कि उदाहरण के लिए आप एक रेस्तरां में हैं तो सर्वर के साथ आपका स्पर्श बिंदु स्टीवर्ड के साथ आपका स्पर्श बिंदु सर्वर के साथ आपका स्पर्श आपके पास आने वाले बिल के साथ आपका स्पर्श बिंदु ये सभी क्षण हैं सत्य के सत्य के क्षण भी असफलता के बिंदु हैं इसलिए हमने चर्चा की कि क्या हमें याद है कि हमें सेवा का नक्शा कैसे बनाना है सेवा के प्रवाह प्रवाह आरेख या सेवा ब्लू प्रिंट को समझने के लिए इस स्पर्श बिंदु और सत्य के क्षणों के साथ साथ विफलता के बिंदु संभावित विफलता को समझना होगा और सेवा के दौरान जिस चरण पर अब हम सेवा मुठभेड़ चरण पर चर्चा कर रहे हैं हमें ज्ञान के प्रवाह का एक अच्छा स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है इसलिए कि विफलता की कम संभावना है और संतुष्टि पैदा करने का एक उच्च मौका है हमने कुछ मॉडलों की चर्चा की जैसे कि पहले मॉडल की सेवा जो सेवा और उत्पादन का एक संयोजन है हम इस मॉडल पर चर्चा करते हैं जब हमने सिस्टम प्रकृति के बारे में चर्चा की थी सेवाओं की जहां विपणन और संचालन विपणन या मानव संसाधन संचालन और मानव संसाधन को अलग नहीं किया जा सकता है उन्हें कुल प्रणाली के रूप में सोचा जाना चाहिए हमने थिएटर रूपक के बारे में बात की कि सत्य के क्षणों और हमारे द्वारा बनाए गए स्पर्श बिंदु को सुनिश्चित करने के लिए कुछ हद तक सुनिश्चित करते हैं मानकीकरण उन स्पर्श बिंदुओं पर सेवा कर्मचारियों को दी गई भूमिकाओं को समझने और उन्हें स्क्रिप्ट प्रदान करने के लिए है इसलिए यदि आपने पहले से ही 1 सप्ताह 2 सप्ताह में अपने उच्च संपर्क सेवाओं में से एक के लिए सर्विस मॉडल का काम या सर्विस ब्लू प्रिंट का काम किया है तो यह आपके लिए काफी स्पष्ट हो जाएगा कि आपको किस तरह से प्रबंधन करने की आवश्यकता है सेवा चरण या सेवा घटना चरण और मुझे भी लगता है मुझे इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि एक साख आधारित सेवा के लिए इन सर्विस स्टेज प्रबंधन को सबसे अधिक पूरी तरह से विचार करना होगा देखें कि ज्ञान प्रवाह बाधित नहीं होता है यह देखें कि उपभोक्ता के दिमाग में चिंता का स्तर नहीं बढ़ता है और इसी तरह अनुभव भारी सेवाओं में यह विश्वसनीयता आधारित सेवाओं की तुलना में थोड़ा आसान है लेकिन हमें यह देखना होगा कि स्पर्श अंक अच्छी तरह से प्रबंधित हैं इसलिए उदाहरण के लिए प्रसिद्ध थीम भागों जैसे कि तथाकथित डिज्नी भूमि डिज्नी वर्ल्ड यदि आप वहां देखते हैं तो लघु फिल्में जो नेट पर उपलब्ध हैं आप देखेंगे कि वे अपने कर्मचारियों को कितना प्रशिक्षण देते हैं प्रणालियों के निर्दोष संचालन के लिए वे कितना ध्यान रखते हैं तो यह है कि सेवा का अनुभव सुरक्षित और सुखद है जाहिर है अगर उनके पास खुशी की सवारी है और ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो थीम पार्क व्यवसाय को तेजी से नष्ट कर सकती हैं इसलिए आपने न केवल सुरक्षा खुशी का प्रवाह सुनिश्चित किया है बल्कि आपको दिन के बाद समय के बाद भी इसे सुनिश्चित करना है इसलिए आपके पास 9999 प्रतिशत सुरक्षा रिकॉर्ड है इसलिए सभी स्पर्श बिंदुओं को उच्च प्रदर्शन के उस स्तर के लिए लगातार प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है यही कारण है कि उदाहरण के लिए भारी सेवाओं का अनुभव करें जैसे कि रेस्तरां या बाल कटाने और इसलिए गुणवत्ता प्रबंधन तकनीकों पर छह सिग्मा को आसानी से लागू किया जा सकता है हम ग्राहकों की संतुष्टि और सेवा की गुणवत्ता को समझने के लिए विभिन्न मॉडलों के बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन आज मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि जो सेवा बहुत ही अमूर्त है और ग्राहक की अपेक्षाओं को समझने वाली उन सभी विशेषताओं के बारे में है जो वे मुठभेड़ पूर्व से मुठभेड़ के बाद के चरण में मुठभेड़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एक अमूर्त सेवा के लिए अंततः गुणवत्ता ग्राहकों के मन में मूल्यांकन है यह मूल्यांकन पूर्व उपभोग या उपभोग की अपेक्षा के संबंध में खपत के बाद की धारणा के बीच का अंतर है इसलिए सेवा के बाद की धारणा और सेवा के पहले की अपेक्षा यह पी माइनस ई है गुणवत्ता की माप जो ग्राहक संतुष्टि मॉडल की नींव है ग्राहक संतुष्टि मॉडल की नींव है अंदर तत्व हैं सकारात्मक असंतोष हैं पुष्टि और नकारात्मक असंतोष हैं इसका मतलब है बेहतर समान और बदतर भरना ये संतुष्टि की बारीकियां हैं हम चर्चा करेंगे कि जब हम सेवा की गुणवत्ता सेवा उत्पादकता और ग्राहक संतुष्टि संबंधों पर चर्चा करते हैं हमें इस बारे में भी चर्चा करनी होगी कि ग्राहक प्रसन्नता या वाह में संतुष्टि से परे क्या है जिस उद्देश्य को हम उस नीले स्तर और पीले स्तर पर देखेंगे और हमारा लक्ष्य नीले स्तर को पार कर जाएगा हमें जो समझना है वह यह है कि आनंद या वाह तब होता है जब एक गंभीरता होती है अप्रत्याशित उच्च स्तर की सकारात्मक भावना होती है जो इसलिए उत्तेजना की आवश्यकता से बहुत आगे निकल जाता है और संतुष्टि की अपेक्षा की आवश्यकता होती है तो यह सकारात्मक प्रभाव और अप्रत्याशित प्रभाव जो आनंद पैदा करता है और हमें कुछ उदाहरणों पर गौर करना होगा कि ऐसा कैसे होता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपसे अब मंच पर चर्चा के लिए एक असाइनमेंट के रूप में अनुरोध करूंगा और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि किसी भी सेवा के उन क्षणों के अपने अनुभवों को साझा करें यह एक कपड़े धोने की सेवा हो सकती है यह एक संगीतमय पाठ हो सकता है यह एक फिल्म हो सकती है लेकिन वास्तव में फिल्म या थियेटर का वर्णन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसलिए सेवाओं के दौरान खुशी के क्षणों के बारे में उच्च संपर्क सेवाओं या मध्यम स्तर की संपर्क सेवाओं जैसी सेवाओं का चयन करें मैं एक या दो पैराग्राफ लिख रहा हूं कि यह कैसे हुआ और यह बताने की कोशिश करें कि वास्तव में आपको क्या खुशी मिलती है उस सेवा स्पर्श बिंदु ने क्या यादगार बना दिया आप कैसे याद करते हैं और वे कौन सी भावनाएं हैं जो उस विशेष हर्षित सेवा दिवस सेवा घटना के बारे में बात करने पर पैदा होती हैं यह तब होगा जब आप सभी साझा करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे कुछ पैटर्न उभर कर आते हैं और हम यह भी पता लगा सकते हैं कि क्या कोई ऐसा संबंध है जो सेवा संगठनों के प्रदर्शन के संबंध में आपके अनुभवजन्य अनुभवों द्वारा समर्थित है तो क्या वित्तीय प्रदर्शन सेवा संगठन के व्यवसाय प्रदर्शन के साथ ग्राहकों के मन में प्रसन्नता के बीच संबंध है इसलिए पिछले दो सत्रों में सारांश में हमने उपभोक्ता द्वारा सेवा की खपत के इन तीन चरणों को देखा है पूर्व खरीद चरण सेवा मुठभेड़ चरण और मुठभेड़ के बाद का चरण आपके सामने मामूली प्री स्टेज के मामले में प्रत्येक चरण में महत्वपूर्ण चरण जैसे कि उत्तेजना सूचना खोज मूल्यांकन और खरीद निर्णय की आवश्यकता होती है जोखिम की धारणा और ग्राहकों के मन में जोखिम धारणा के प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में हमने चर्चा की सहिष्णुता के जिस क्षेत्र पर हमने पूर्व खरीद चरण के संबंध में चर्चा की सेवा चरण में हमने सत्य के क्षणों और पूर्ण प्रणाली के रूप में सेवा को समझने के महत्व के बारे में बात की एक कम प्रणाली के रूप में जहां संचालन विपणन मानव संसाधन प्रबंधन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को एक एकीकृत इकाई के रूप में काम करना है उन सभी कार्यों को उस मॉडल को वितरित करने के लिए अच्छी तरह से समन्वित किया जाना चाहिए जो हमने पहले चर्चा की थी और हमने रंगमंच के रूपक के रूप में सेवा के बारे में भी चर्चा की और अत्यधिक परिवर्तनशील संभावनाओं में मानकीकरण के कुछ स्तरों को बनाने के लिए भूमिकाओं और लिपियों के महत्व को बताया उपभोक्ता और सेवा प्रदाता के बीच सेवा मुठभेड़ के दौरान बात करने वाला क्योंकि ये लोगों से होने वाली वारदातें हैं और अंत में हमने आज चर्चा की है कि एनकाउंटर के बाद के चरण में हमें यह समझना होगा कि सेवा का मूल्यांकन प्री एनकाउंटर या इन एनकाउंटर अपेक्षा के संबंध में पी माइनस ई पोस्ट एनकाउंटर धारणा पर आधारित होगा इसलिए यह पी माइनस ई जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम सेवा की गुणवत्ता और उत्पादकता पर चर्चा करेंगे इसलिए पिछले दो सत्रों ने सेवा क्षेत्र में उपभोक्ता व्यवहार के प्रमुख आयामों और प्रमुख कारकों के रूप में दिखाया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं कि हम अच्छे सेवा ब्रांडों का निर्माण करें ग्राहकों की संतुष्टि और अंततः ग्राहक को प्रसन्न करें इसलिए हमारे सह बाजार के रूप में हमारे पास अधिक से अधिक ग्राहक हैं अगले सत्र में हम देखेंगे कि सह बाज़ार या ग्राहक के रूप में हमारे अधिवक्ता के रूप में यह ग्राहक एक प्रक्रिया के माध्यम से कैसे हो सकता है कि अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में अधिक से अधिक पहचान कर रहे हैं जो कि सह निर्माण की प्रक्रिया है